नमस्कार आज हम सभी विभिन्न मानचित्र प्रक्षेपणों पर चर्चा करने जा रहे हैं पहले हम देखेंगे कि विभिन्न मानचित्र प्रक्षेपणों की आवश्यकता क्यों है जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईएस में सब कुछ जीआईएस आँकड़ा संचय में संगठित करना होता है और आप यह भी जानते हैं कि मानचित्र त्री आयामी पृथ्वी की सतह को द्विविम में दर्शाते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसे हम मानचित्र प्रक्षेपण प्रणाली कहते हैं मानचित्र का प्रक्षेपण अपने आप में एक बड़ा विषय है लेकिन जितना संभव होगा मैं उतना संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूँगा और केंद्रित रहते हुए यह भी बताना चाहूँगा कि हम जीआईएस में मानचित्र प्रक्षेपण का बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे सबसे पहले मुझे मॉडल को यहां लाने दें सोचें कि ये देशांतर हैं जो ध्रुव से ध्रुव की तरफ़ जा रहे हैं और ये अक्षांश हैं और यह तार की जाली जैसी है केवल भूमध्य रेखा को यहां दिखाया गया है अगर हम इसके अंदर एक प्रकाश का स्रोत रखें और एक फोटोग्राफिक काग़ज़ रखें और प्रदर्शित करें मान लीजिए हम यहां रखते हैं और प्रदर्शित करते हैं फिर जो भी रेखाएँ सतह पर आएँगी वो विकिरित रेखाएँ हैं लेकिन अगर हम यहां रखेंगे तो यह थोड़ा अलग होगा अगर हम इस काग़ज़ को पकडें और फिर प्रदर्शित करें और फिर इसे सपाट कर दें फिर इस अक्षांश देशांतर का तंत्र या जाल अलग होगा और इसलिए मानचित्र प्रक्षेपण में सभी प्रकार की जटिलताएं आती हैं अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रत्येक देश ग्लोब की सतह पर है विशिष्ट रूप से स्थित है प्रत्येक महाद्वीप भी विशिष्ट रूप से स्थित है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है ध्रुवों पर हमारी कुछ समस्याएं हैं और इसलिए जब भी आप किसी विशेष देश के लिए मानचित्र प्रक्षेपण का उपयोग करते हैं जैसे कि भारत के लिए करें यह मानचित्र प्रक्षेपण एक ऐसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है जो उच्चतर अक्षांशों पर है जैसा कि अंटार्कटिका महाद्वीप है इसलिए मानचित्र प्रक्षेपण जो अंटार्कटिका के लिए उपयोग किया गया है वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है प्रत्येक देश अपने वास्तविक आकार में प्रदर्शित होना चाहेगा इसलिए यदि आप आकार बदलते हैं तो देश का आकार भी बदल जाएगा इसका मतलब देश के कुल क्षेत्रफल के बदलने से है अब कोई देश कभी भी इस तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहेगा और इसलिए विभिन्न देशों के लिए सैकड़ों प्रकार के अलग अलग प्रक्षेपण विकसित किए गए हैं तो अब एक सवाल हो सकता है कि क्या हमारे पास सार्वभौमिक प्रक्षेपण है जिसका उत्तर है हां हमारे पास कुछ सार्वभौमिक प्रक्षेपण हैं जिनको हम आगे देखेंगे लेकिन ये सार्वभौमिक प्रक्षेपण हालांकि इनका नाम सार्वभौमिक है लेकिन वास्तव में सार्वभौमिक नहीं भी हो सकते हैं जीआईएस के ढाँचे में हमें एक प्रक्षेपण का चयन करना होता है आम तौर पर कभी कभी शुरूआत में हम आँकड़ों को भौगोलिक निर्देशांक में रखते हैं जैसे कि अक्षांश देशांतर में और अक्षांश देशांतर के बजाय आप डिग्री मिनट सेकंड जानते हैं हम उन्हें डिग्री दसमलव में बदल देते हैं इस बिंदु पर हमने पिछले व्याख्यानों में चर्चा की है फिर हमें पृथ्वी का एक मॉडल भी चुनना होगा अर्थात् पृथ्वी का आकार जो कि गोलाकर या दीर्घवृत्ताभ हो सकता है और फिर हम इन भौगोलिक निर्देशांक अक्षांश देशांतर को सरल निर्देशांकों में परिवर्तित कर देंगे यानि की इस्टिंग और नॉर्थिंग सभी स्तिथियों में यह इस्टिंग और नॉर्थिंग नहीं होता है लेकिन कुछ प्रक्षेपणों में हम इन्हें इस्टिंग नॉर्थिंग कहते हैं अथवा सरल शब्दों में हम X और Y की तरह संकेतिक कर सकते हैं ये भौगोलिक निर्देशांक हैं तो ये सभी तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक देश के लिए अलग प्रक्षेपण उपलब्ध हैं यहां सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम अपने आँकड़ों को मानचित्रों के द्वारा एक प्रक्षेपण से दूसरे प्रक्षेपण में काफी आसानी परिवर्तित कर सकते हैं एक प्रक्षेपण आँकड़े को वेक्टर आँकड़े की सहायता से दूसरे प्रक्षेपण आँकड़े में बदलना बहुत ही आसान है लेकिन यह रेखापुंजित आँकड़े से तुलनात्मक रूप से थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी प्रक्षेपणों को बदला जा सकता है एक और बात जब भी हम पैमाने बदलने के लिए जाते हैं तो वहाँ फिर से प्रक्षेपण का विषय भी आ सकता है क्योंकि यदि आप छोटे पैमाने पर मानचित्र के लिए जाते हैं तो आप बड़े क्षेत्रफल को देख सकते हैं तब पृथ्वी की वक्रता भी आ जायेगी इसलिए उपयुक्त प्रक्षेपण को चुना जाना चाहिए क्योंकि यहाँ मुख्य उद्देश्य ये है की एक देश का आकार नहीं बदलना चाहिए और अगर यह बदल गया तो देश का क्षेत्रफल भी बदल जाएगा आप जानते ही हैं कि मानचित्र एक प्रकार के मॉडल हैं या वास्तविकता के मॉडल हैं ज़ो कि वास्तविकता के अमूर्त रूप को प्रदर्शित करते हैं वास्तविकता को संक्षिप्त कर देते हैं केवल कुछ चयनित महत्वपूर्ण विशेषताएँ प्रदर्शित की जाती हैं जैसे कि स्थलाकृतिक मानचित्र में दर्शाया जाता है तो इसमें एक इलाके को समोच्च रेखा या ऊंचाई बिंदु के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है इसमें कुछ हाइड्रोलॉजिकल जानकारियाँ है जैसे कि नदियों का तंत्र और जल निकाय फिर यहाँ यह सड़कों का तंत्र है और आपके गांव कस्बे और अन्य चीजें भी हो सकती हैं तो मानचित्र वास्तविकता के मॉडल हैं या वास्तविकता को संक्षिप्त करते हैं या अमूर्त वास्तविकता है और जैसा कि हम उल्लेख करने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी एक गोलाकार है हालांकि यह सही नहीं है लेकिन यह त्री आयामी गोलाकार है और हम इसको द्विविम में प्रक्षेपित करने का प्रयास करते हैं और यह मानचित्र प्रक्षेपण के माध्यम से किया जाता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मानचित्र ही किसी भी जीआईएस आँकड़ासंचय का मूल आधार हैं मूलतः तीन प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपण हैं लेकिन इनके बीच मानचित्र प्रक्षेपणों के बहुयतायत प्रकार संभव हैं जैसे अगर मैं इस काग़ज़ को सिलेंडर के रूप में इस्तेमाल करता हूँ इसे एक प्रकार का सिलेंडर बनाएं और ग्लोब के साथ रखें और फिर अंदर से इसे प्रज्वलित करें जहाँ प्रकार प्रकाश का स्रोत है फिर फोटो ग्राफिक काग़ज़ छाप बनेगी फिर मैं इस काग़ज़ को सपाट करता हूं तो मुझे समोच्च रेखाएं दिखायी देंगी यहाँ जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं वो देशांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएँ होंगी और जो क्षैतिज रेखाएँ हैं वो अक्षाँश रेखायें होंगी यदि मैं इस काग़ज़ को शंकु के रूप में बनाता हूं और फिर प्रदर्शित करता हूं तो केंद्र में देशांतर रेखाएँ ध्रुवों से विकिरण होती प्रतीत होंगी और वृत्त पर अक्षांश रेखाएँ होंगी अजीमुथल प्रक्षेपण में काग़ज़ को घुमाने या शंकु या सिलेंडर बनाने के बजाय अगर मैं सिर्फ समतल रखता हूं तो यह इस तरह से प्रदर्शित होगा तो ये हैं तीन बुनियादी प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपण फिर और भी प्रकार हैं जिनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे अब अगर मैं इस मानचित्र प्रक्षेपण के साथ विभिन्न देशों या महाद्वीपों की सीमाओं को लाता हूं तो यह कुछ ऐसा होगा अजीमुथल प्रक्षेपण के विषय में देखें जब यह काग़ज़ घूमा हुआ नहीं है या शंकु के आकार में नहीं है तो यह कुछ ऐसा होगा अब आप जानते हैं कि कौन से देश केंद्र में हैं या काग़ज़ के केंद्र में हैं जो काफ़ी निकटता के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं जबकि शंकु के हाशिए वाले देशों के अलग अलग आकार के होंगे इसलिए उनका माप भी अलग होगा इसी तरह आप देख सकते हैं कि लैम्बर्ट के अनुरूप शंकु प्रक्षेपण में कि अक्षांश एक घुमावदार रेखा और देशांतर एक विकिरण रेखा के रूप में दिखाई देगा इसलिए देश की स्तिथि के आधार पर एक विशेष अक्षांश पर तब ऐसा आकार लेगा एक बेलनाकार प्रक्षेपण में सोचिये जब मैं उस काग़ज़ का उपयोग करता हूं और एक बेलनाकर बनाता हूं और जब यह बन जाता है तब द्वीयिम में हमें सपाट सतह मिलती है तो लंबवत देशांतर और क्षैतिज मिलते हैं और यह एक प्रकार का समान तंत्र है लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अंटार्कटिका के आकार का क्या होगा आप जानते हैं कि अंटार्कटिका का आकार ऐसा नहीं है तो बेलनाकार प्रक्षेपण में यह पूरी तरह से विकृत हो जाएगा प्रक्षेपण जिसका मैंने उल्लेख किया है वह सार्वभौमिक अनुप्रस्थ मर्केटर प्रक्षेपण है वहां भी यही समस्या है कि जो देश मध्य अक्षांश पर हैं वो ठीक तरह से प्रदर्शित होंगे लेकिन अंटार्कटिका या ध्रुवों के पास वाले देशों या महाद्वीपों का आकार पूरी तरह से विकृत हो जाएगा इसी तरह यह हम यहाँ फिर से देख सकते हैं जो अब भू मध्य रेखा पर अनुकुलन करने के बजाय इस पर निर्भर करता है कि हम इस बेलनाकार को कैसे बदल सकते हैं सामान्य स्थिति में यह एक प्रक्षेपण है फिर इस अनुप्रस्थ स्थिति में जहां इसे इसके साथ नहीं रखा गया है हमारे पास ऐसी तिरचि स्थिति हो सकती है सभी प्रकार की विविधताएँ होती हैं यहाँ इतनी विविधताएँ क्यों हैं क्योंकि विश्व का प्रत्येक देश ग्लोब पर विशिष्ट रूप से स्थित है और इसलिए प्रत्येक देश अपना आकार और माप सही तरीक़े से प्रदर्शित करना चाहेगा इसी कारण से प्रत्येक देश ने अपनी खुद की प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की है सबसे अच्छी बात यह है जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि आजकल ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो एक प्रक्षेपण को दूसरे प्रक्षेपण में बदल सकते हैं और फिर जैसा कि उल्लेख किया गया है कि ऐसे प्रकार कम हैं आपके पास शंकु स्पर्श रेखा हो सकती है या एक शंकुधारी कोटिज़्या भी हो सकती है और फिर इन समतल पहलुओं का अनुक्रम अजीमुथल प्रक्षेपण में होता है स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण का उपयोग भूगर्भशास्त्र में भी किया जाता है दक्षिणी गोलार्ध की संरचना को जानने में भूगर्भशास्त्र का उपयोग बहुत आम है उत्तरी गोलार्ध के लिए भी स्टीरियो ग्राफिक प्रक्षेपण का उपयोग खनिज विज्ञान में किया जाता है तो ये बहुत सारे प्रक्षेपण हैं फिर से जैसा कि उल्लेखित है बेलनाकार प्रक्षेपण में अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप के लिए काफ़ी बड़ी समस्या होगी यही समस्या उत्तरी ध्रुव के पास भी रहेगी लेकिन मध्य अक्षांश क्षेत्रों के देश काफी अच्छे से प्रदर्शित होंगे वहीं सतही प्रक्षेपण में आप देख सकते हैं की ऐसे देश जो ध्रुवों के निकट हैं अगर काग़ज़ वहाँ रखा गया है या कल्पना कीजिए तो आप पाएँगे की आपको सटीक आकार और माप मिलेगा लेकिन जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाते हैं तो आपको आकार में विरूपण दिखायी देगा ऐसे प्रक्षेपण जो की एक संतरे की तरह हैं जब आप उसे छीलते हैं तो अलग परतें आती हैं और यह एक प्रकार का बाधित प्रक्षेपण है उन देशों को देखिए जो मध्य अक्षांश पर स्थित हैं उनमे कोई समस्या नहीं है लेकिन हम देख सकते हैं अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप क्या हुआ यह चार भागों में बंट गया है जबकि हम जानते हैं कि यह एक एकल भूमि का टुकड़ा है और फिर यहाँ बेलनाकार प्रक्षेपण या सार्वभौमिक मर्केटर प्रक्षेपण में समस्याएं दिखने लगती हैंजो मैंने आपको बताया है जैसा कि पहले से उल्लेखित है कि प्रक्षेपण का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पृथ्वी की सतह समतल नहीं होती है कुछ नियमों के अनुसार एक समतल काग़ज़ पर और ये नियम हैं किसी क्षेत्र का आकार क्योंकि हम किसी देश या महाद्वीप के आकार को बरकरार रखना चाहते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी तथा दिशा दिक्कोण भी नहीं बदलने चाहिए और यदि क्षेत्र या महाद्वीप का आकार नहीं बदलता है तो क्षेत्र का माप भी नहीं बदलेगा तो ये ऐसी चीजें हैं जो शामिल रहती हैं लेकिन जब हम एक प्रक्षेपण को दूसरे में बदलते हैं तब इन चार मानदंडों या नियमों में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं इसलिए कई मानचित्रण अनुप्रयोगों में बुनियादी सिद्धांत यही हैं की पृथ्वी को एक पूर्ण गोलाकार माना जा सकता है जैसा कि हम जानते हैं की ध्रुवों पर तथा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के बीच की दूरी में अंतर है पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग 1300 वाँ भाग छोटी है और इस प्रकार की आकृति चपटा दीर्घवृत्त अथवा गोलाकार कहलाती है जो की एक त्री आयामी आकृति है जिसे एक दीर्घवृत्त को अपनी छोटी अक्ष पर घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है एक दीर्घवृत्त पर आधारित प्राप्त पृथ्वी की सतह से समुद्र तल सहित विभिन्न सतहों का एक सही अनुमान प्राप्त किया जा सकता है जिसे अक्सर हम डेटम के रूप में जानते हैं इसलिए यहां ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रकाश स्रोत को केंद्र में रखा जाता है एक बेलनाकर कागज यहां स्थापित किया जाता है और आजकल जब हम गणितीय रूप से इतने सक्षम हैं हमें इसे प्राकृतिक रूप से करने की आवश्यकता नहीं है गणितीय रूप से सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इन सभी चीजों को किया जा सकता है अधिकांश अच्छे जीआईएस सॉफ्टवेअर आँकड़ों को एक प्रक्षेपण से दूसरे प्रक्षेपण में बदलने में सक्षम हैं और अगर आपके पास मूल मापदंड उपलब्ध हैं तो आप खुद के कस्टम डिजाइन प्रक्षेपण बना सकते हैं किसी भी देश या भूमि के आकार का सही आकार और माप को प्रदर्शित कर सकते हैं तो प्रक्षेपण पृथ्वी के त्री आयामी को द्वियामी में प्रदर्शित करता है और एक छवि का दूसरी सतह में प्रक्षेपण या तो एक सिलेंडर समतल या शंकु होता है ये मूल प्रकार हैं जिनकी हमने पहले ही चर्चा कर ली है अब हम क्या रखना चाहते हैं यदि आप बराबर क्षेत्रफल रखना चाहते हैं तो क्षेत्र फल पर जोर दें इस प्रकार क्षेत्रफल बरकरार रहेगा लेकिन कुछ अन्य विकृतियां आ सकती हैं इस प्रकार हम एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं वहीं बराबर क्षेत्र फल मानचित्र पर सही प्रकार से गोलाकार के आकार को प्रदर्शित करता है एक सार्वभौमिक यूटीएम प्रक्षेपण या यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर प्रक्षेपण जिसको कभी कभी समान क्षेत्र प्रक्षेपण भी कहा जाता है तो अक्षांश देशांतर के उस तंत्र का प्रत्येक सेल पृथ्वी की सतह पर बराबर क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है लेकिन जैसा कि पहले से उल्लेखित है कि ध्रुवों पर महाद्वीप या देश विकृत हो जाते हैं मध्य अक्षांश क्षेत्र में चीजें लमसम क्रम में रहती हैं तो इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है लैम्बर्ट बेलनाकार एक समान क्षेत्र का प्रक्षेपण हैं और सार्वभौमिक स्थानांतरण प्रक्षेपण है फिर समान क्षेत्र के बजाय तब आप समान दूरी भी ले सकते हैं जो सही ढंग से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रदर्शित करता हैं और उदाहरण के लिए यहाँ प्लेट कैरियर प्रक्षेपण या अनुरूप प्रक्षेपण जो असीम रूप से छोटे स्थान पर कोण और आकार को सही ढंग से दर्शाता है इसलिए विभिन्न प्रकार के मापदंड दिए गए हैं चाहे आप समान क्षेत्रफल को बरक़रार रखें या कोण और आकार के साथ दूरी को बनाए रखें अगर एक विशेष आकार किसी देश के आकार को बरकरार रखता है तो संभावना है की वह आकार क्षेत्रफल और दूरी को भी बरकरार रखेगा मर्केटर प्रक्षेपण अनुरूप प्रक्षेपण का ही एक प्रकार है सार्वभौमिक यूटीएम समान क्षेत्र के साथ साथ अभिप्रेरित भी है और इसलिए इसे सार्वभौमिक मर्केटर हस्तांतरित प्रक्षेपण भी कहा जाता है यहाँ विषय ये है की बेलनाकार या अनुरूप प्रक्षेपण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के कोण को समकोण रखता है और इसलिए ये मुख्य रूप से उपयोग किया जाता हैं क्योंकि वे दिशा का संरक्षित रखता है इसलिए यदि आपके पास ये प्रक्षेपण है तो सभी सेल एक आयत को दर्शा रही हैं और यहाँ देशांतर लंबवत हैं और अक्षांश पूरी तरह से क्षैतिज तभी ये समकोण को संरक्षित रख पाएगा और इसलिए आप दिशा को संरक्षित कर पाएँगे या आपकी दिशा जो की उत्तर पूर्व पश्चिम या दक्षिण है सभी संरक्षित है और बेलनाकार प्रक्षेपण में बरकरार है बेलनाकार प्रक्षेपण में क्षेत्र फल ध्रुवों पर हमेशा विकृत होता है अंटार्कटिका जिसका उदाहरण है बेलनाकार प्रक्षेपण बेलनाकार स्पर्शरेखा को एक केंद्रीय मध्याह्न की तरह घुमाता है और मध्याह्न तथा समानांतर समकोण को समतल करता है जिसे आप यहां देख सकते हैं तो यह इसपर निर्भर करता है की इस गणितीय मॉडल में हमने सिलेंडर को कहाँ माना है मर्केटर प्रक्षेपण को अनुरूप प्रक्षेपण भी कहा जाता है आप यहाँ देख सकते हैं कैसे अंटार्कटिका में विकृतियां घटित हो रही हैं लेकिन अन्य देशों में ये नहीं हैं अंटार्कटिका के असली आकार को प्रदर्शित करने के लिए समतल अनुरूपीय प्रक्षेपण या ध्रुवीय प्रक्षेपण बेहतर होंगे हम उन्हें ध्रुवीय प्रक्षेपण भी कहते हैं और जब हम यह मान लेते हैं कि काग़ज़ को दक्षिणी ध्रुव पर रखा गया है तब तंत्र के माध्यम से प्रकाश को प्रक्षेपित किया जाता है और तब जाकर अंटार्कटिका का सही आकार आएगा इसलिए जब भी अंटार्कटिका को किसी मानचित्र पर दिखाया जाता है ध्रुवीय प्रक्षेपण का उपयोग किया जाता है ध्रुवीय प्रक्षेपण में देशांतर अंटार्कटिका के केंद्र से विकीर्ण होगा और अक्षांश का आकार वृत्तिय होगा जो कोणों को मर्केटर प्रक्षेपण में विकृत पैमाने पर संरक्षित करेगा तथा एक बार एक पैमाना विकृत हो गया तो दूरी दिशा तथा क्षेत्र फल सभी विकृत हो जाएँगे इसलिए उपयुक्त प्रक्षेपण को देश की स्थित के अनुसार चुना जाता है केंद्रीय मध्याह्न रेखा से दूर विकृति बढ़ती है जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं कि ध्रुव के निकट चीजें बेहतर होंगी और नौकायान में इसका उपयोग दूरी से अधिक दिशा के लिए किया जाता है तो हो सकता है नौ परिवहन जल परिवहन या समुद्री परिवहन में इसे इसलिए ज़्यादा पसंद किया जाता क्योंकि यहाँ दिशा को बरक़रार रखना चाहते हैं शंक्वाकार प्रक्षेपण में भी समान क्षेत्रफल प्रक्षेपण उस क्षेत्र के लक्षणों को संरक्षित करते हैं एक बराबर प्रक्षेपण में पृथ्वी की सतह के सभी हिस्सों को सही क्षेत्रफल के साथ दिखाया जाता है लेकिन अक्षांशीय दूरी कभी सटीक नहीं होती है तो शंक्वाकार प्रक्षेपण के साथ ये समस्या है उदाहरण यहां हैं कि शंक्वाकार प्रक्षेपण के साथ ये इतनी जटिलताएं क्यों हैं और फिर हम कुछ मानक समानांतर तय करते हैं और दो समानांतर उदाहरण यहां दिए गए हैं और इसे एल्बर्स बराबर क्षेत्रफल शंक्वाकार प्रक्षेपण कहा जाता है अब जैसा कि मैंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस कागज के शंकु का ध्रुव के पास होना अनिवार्य है आप तिरछा प्रक्षेपण भी कर सकते हैं और फिर आवश्यकता के अनुसार चीजें अलग हो सकती हैं और यह एल्बर्स बराबर क्षेत्रफल प्रक्षेप है शंक्वाकार प्रक्षेपण लम्बे मानक समानांतर को छोड़कर दूरी तथा मानक को विकृत करेगा तो देश की स्तिथि के अनुसार उपयोगकर्ता मार्गों के बीच दो समानांतर रेखाएँ दे सकता है दो समानांतार के बीच ये चीजें बरकरार रह सकती हैं लेकिन अन्य चीजें विकृत हो जाएँगी अजीमुथल प्रक्षेपण में जब आप काग़ज़ को सपाट रखते हैं और अगर यह एक भौतिक मॉडल है तो आप जहाँ चाहते हैं स्पर्श कर सकते हैं या मान लीजिए आप गणितीय मॉडल के अनुसार भी कर सकते हैं यह केवल मानचित्र पर कुछ रेखाओं के साथ सही दूरी तथा संबंध को संरक्षित करता है समतल प्रक्षेपण या अज़ीमुथल प्रक्षेपण में दो प्रमुख प्रकार हो सकते हैं आप मान सकते हैं ऐसा ही स्पर्श रेखा संभालने के बजाय ध्रुवों पर स्पर्श रेखा को स्पर्श करें तो फिर से निर्भर करता है कि आप इसे कहां मान रहे हैं देश कहाँ स्थित है जिसके अनुसार सही आकार और माप लिया जा रहा है और बहुत से देशों के लिए जो उपयुक्त है वो अन्य देशों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है अब समतल प्रक्षेपण या अज़ीमुथल प्रक्षेपण में जहाँ भी मैंने कहा है हम मानते हैं की सपाट काग़ज़ ग्लोब के संपर्क में है और बिंदु ग्लोब से काग़ज़ की तरफ़ प्रक्षेपित है इन बिंदुओं को प्रक्षेपित किया जाता है और इस प्रक्षेपण के द्वारा त्री आयामी सतह द्वियामी बन सकती है तो यह इस प्रस्तुति का अंत है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है क़ि तीन चार बातें महत्वपूर्ण हैं प्रक्षेपण की आवश्यकता क्यों है क्योंकि त्री आयामी पृथ्वी के बजाय हम मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं और इसलिए आप मानचित्र को त्री आयाम में प्रक्षेपित करना चाहते हैं अब दुनिया का प्रत्येक देश ग्लोब पर विशिष्ट रूप से स्थित है इसलिए हर देश सही आकार और माप को प्रदर्शित करना चाहता है और जब ऐसा करने का इरादा होता है तो हर कोई स्वयं के लिए प्रक्षेपण कर सकता है हालांकि आजकल महत्वपूर्ण गणितीय मॉडल उपलब्ध हैं जिन्हें जीआईएस में लागू किया गया है सभी आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर एक प्रक्षेपण से दूसरे में बदलने का समर्थन करते हैं वेक्टर आँकड़ों के साथ एक प्रक्षेपण को बदलना काफ़ी आसान है हालांकि रेखापुंज आँकड़ों के साथ यह मुश्किल है